दोस्तों आज हम रचनात्मकता के बारे में बात करेंगे और इस संदर्भ मे रचनात्मकता क्या है के बारे मे बात करेंगे और यह समझाने के लिए कि हम रचनात्मक व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे और अंत में रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि आप जान सकें कि आप कैसे रचनात्मक हो सकते हैं 21 वीं सदी की चुनौती है की हमें अधिक नवाचार और रचनात्मकता की आवश्यकता है यह कृषि शिक्षा स्वास्थ्य साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है उद्योग के रूप में पर्यावरण में व्यापार में राजनीति में गतिविधि के हर क्षेत्र में हमें रचनात्मकता की आवश्यकता होती है और यह एक तकनीकी नवाचार या एक गैर तकनीकी सामाजिक नवाचार या रचनात्मकता हो सकती है और यह रचनात्मक लोग बहुत दुर्लभ हैं उदाहरण के लिए यूएसए के सामान्य भोजन में शुगर फ्री कूल सहायता नामक उत्पाद होता था और उत्पाद की बिक्री में गिरावट आती थी इसलिए प्रबंधन ने सोचा कि आइए हम यूएसए के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल के छात्रों को बुलाएं ताकि वे उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक समाधान प्रदान कर सकें बिजनेस स्कूलों के छात्रों को बुलाया गया था उन्हें समस्या दी गई थी वे विभिन्न मॉडलों के साथ बाहर आए और प्रबंधन को मॉडल प्रस्तुत किए गए मॉडल को देखकर प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि छात्रों ने विचार प्रदान किए हैं लेकिन एक भी विचार नया नहीं है कि प्रबंधन ने विचार नहीं किया है और यही कारण है कि रचनात्मक लोग दुर्लभ हैं और रचनात्मकता यह नए और मूल विचारों का उत्पादन है रचनात्मकता नए और मूल विचारों का उत्पादन करती है जिसमें मौलिकता नवीनता और उपयोगिता शामिल होती है लागू की गई रचनात्मकता नवाचार है और इसे लोकप्रिय रूप से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और माइंड मिक्स प्रक्रिया कहा जाता है तो यह सवाल हमारे सामने आ रहा होगा कि क्या आउट ऑफ बॉक्स है बॉक्स के अंदर हम सुरक्षित महसूस करते हैं हर कोई वहां रहता है लेकिन ज्ञान की सीमा बॉक्स से बाहर है यह भी दिखाई नहीं देता है लेकिन यह अलग सोच के लिए जवाबदरी है और हमारे मस्तिष्क में हमारे पास 2 गोलार्ध होते हैं एक को दायां गोलार्ध बाएं गोलार्ध कहा जाता है दूसरे को दायां गोलार्ध कहा जाता है मस्तिष्क में दायां गोलार्ध गैर रेखीय सहज ज्ञान युक्त दृश्य स्थानिक प्रेरक और गुणात्मक विचारों को संसाधित करता है और दायां मस्तिष्क रचनात्मक विचारों की रचनात्मक पीढ़ी के लिए जिम्मेदार है इसके विपरीत बाएं मस्तिष्क या बाएं गोलार्द्ध अभिसरण रैखिक तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक मौखिक घटाया और मात्रात्मक विचारों को संसाधित करता है तो सही मस्तिष्क नए और उपयोगी विचारों को उत्पन्न करता है लेकिन बाएं मस्तिष्क विचारों का मूल्यांकन करता है और विचारों का विश्लेषण करता है तो दोनों दिमाग विचार संरक्षण और सुधार में शामिल हैं इसलिए इनोवेशन के लिए माइंड मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है दुर्भाग्य से हमारी समाजीकरण प्रक्रिया और सीखने की प्रणाली ऐसी है कि वे रचनात्मकता को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और हमारा बायाँ मस्तिष्क लगातार वातानुकूलित है हमें सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक मानदंडों की पुष्टि करने के लिए कहा जाता है और शिक्षा प्रणाली में हमें परीक्षा में तार्किक रूप से अंक लाने के लिए उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है और जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वह कहानी पढ़ता है या बच्चे कहानी पढ़ते हैं और वे उसी कहानी से सवाल का जवाब देते हैं लेकिन कभी भी बच्चों को ऐसी ही कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है इसलिए ये प्रक्रियाएं हमारी रचनात्मकता को मिटा देती हैं लेकिन हर किसी के पास एक दायां मस्तिष्क की पहचान है और सम्मान करता है कि व्यक्ति विषम विचारों को स्वीकार करता है विचारों को पोषण करने और उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठाता है ताकि रचनात्मकता पनप सके और आप कैसे जानते हैं कि व्यक्ति रचनात्मक है 2 परीक्षण हैं बहुत पहले 1967 और 1980 में इस परीक्षण को गिलफोर्ड द्वारा विकसित किया गया था जिसे वैकल्पिक उपयोग परीक्षण कहा जाता है मुझे बताएं कि आप कितने चाकू ऑटोमोबाइल टायर एक कुर्सी एक चाबी एक पेंसिल एक टेलीफोन बुक कितने तरीको मे उपयोग कर सकते हैं और हर आइटम के लीए आपको उन असामान्य तरीकों का उल्लेख करना होगा जिनमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक ईंट के लिए सभी उपयोगों को नाम दें ईंट का उपयोग आम तौर पर दीवार के निर्माण के लिए किया जाता है यह एक पारंपरिक उपयोग है लेकिन अपरंपरागत उपयोग जो इसे पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका उपयोग एक दरवाजे के स्टॉप के रूप में किया जा सकता है इसे एक खिड़की के माध्यम से फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह मेरी बहन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ईंट से सिर तो ये ईंट के कुछ असामान्य उपयोग हैं तो इसी तरह छात्रों से पूछा जाता है कि कितने असामान्य उपयोग हैं या व्यक्तियों से पूछा जाता है कि आप चाकू ऑटोमोबाइल टायर कुर्सी की पेंसिल टेलीफोन बुक आदि को कितने असामान्य उतरिकों मे पयोग कर सकते हैं तो ये विचार आपको वैकल्पिक उपयोग देंगे और आपको यह विचार प्रदान करेंगे कि आप जो विचार उत्पन्न करेंगे वह अधिक धाराप्रवाह है और इसी तरह क्या यह विचार मूल है या नही जानने के लिए इस समूह का 5 प्रतिशत जिस पर विचार किया जाता है अगर 5 प्रतिशत समूह के सदस्यों द्वारा विचार दिए गए हैं वे निश्चित रूप से सामान्य हैं इसलिए 1 अंक दिया जाता है अगर यह समूह के सदस्यों के 1 प्रतिशत द्वारा दिया जाता है जो वे अद्वितीय हैं और 2 अंक दिए गए हैं और कुल मिलाकर सभी अंको से अधिक अंक मूलता है इसी तरह व्यक्ति के विस्तार की मात्रा क्या है द्वारा करने वाला परीक्षण की उदाहरण के लिए मान सकता है एक दरवाजा 0 पर रुकता है जबकि एक तेज हवा में दरवाजा बंद करने से रोकने के लिए 2 है एक दरवाजा के स्लैमिंग के बारे में और 2 की व्याख्या हवा के बारे में है तो इसलिए तदनुसार विस्तार स्कोर दिया गया है आप देख सकते हैं कि उच्चतर प्रवाह उच्चता की मौलिकता होगी इसलिए समस्या के इस संदूषण को मौलिकता के लिए सुधारात्मक गणना का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है जो कि मौलिकता प्रवाह द्वारा विभाजित मौलिकता का अनुपात है और इसका एक और परिणाम परीक्षण था इसके २ रूप हैं ५ आइटम प्रत्येक रूप में थे और एक नई या मूल स्थितियों के संबंध में बड़ी संख्या में विचारों के बारे में सोचने की आपकी क्षमता थी एक नमूना सवाल है अगर लोगों को अब नींद की जरूरत नहीं है तो परिणाम क्या होंगे फिर सैंपल के उत्तर इस तरह होंगे कि वे अधिक काम करेंगे अलार्म घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है गाने की किताब नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है या उनका उपयोग नहीं किया जाता है इसी तरह कई परिणाम कई होंगे इसी तरह अगर हम में से किसी को भी भोजन की आवश्यकता नहीं है तो क्या परिणाम होगा ताकि कृषि करने की कोई आवश्यकता न रहेगी कृषि यंत्रों के उत्पादन को रोक दिया जाएगा लोग समुद्री भोजन की तलाश कर सकते हैं इसी तरह खाने के कई परिणाम होते हैं अगर इसकी जरूरत नही है अगर यह हम में से किसी को भोजन की जरूरत नहीं है तो पृथ्वी में जीवित रहने के लिए विभिन्न परिणाम हैं इसी तरह अगर दुनिया में सभी लोग संतान पैदा करने की क्षमता खो देते हैं तो परिणाम क्या होंगे एक और सवाल यह है कि अगर मृत्यु के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन जारी रहा तो परिणाम क्या होगा तो इसी तरह आपको लिखना होगा कि परिणाम क्या होंगे तो ये प्रतिक्रियाएं व्यक्तिगत उपहारों का मूल्यांकन 5 अंकों के पैमाने पर किया जाता है जो गुणवत्ता मौलिकता समय सीमा उत्तर के यथार्थवाद सकारात्मक परिणामों और नकारात्मक परिणामों और उपस्थिति की सामान्य सिद्धांतों की उपस्थिति के जटिलता और उपयोग के आधार पर उच्च से निम्न स्तर पर होता है तो इसके आधार पर प्रत्येक समस्या पर प्राप्त कुल प्रतिक्रिया जो कि परिणाम परीक्षण के उपयोग पर स्कोर होगी तब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आईक्यू और क्रिएटिविटी के बीच क्या संबंध है बुद्धि का मतलब बुद्धि लब्धि है यह बुद्धि की एक माप है जहा मानसिक आयु को कालानुक्रमिक आयु द्वारा विभाजित करके उसे 100 से गुणा किया जाता है और मापा जाता है एक कार्य है यदि कोई कार्य करता हैं तो मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है कालानुक्रमिक आयु विभाजित करने वाली कुंडली है जिसे हम 100 से गुणा करते हैं हम पाते हैं कि उसका खुफिया प्रश्न या आईक्यू क्या है लेकिन सभी बुद्धि परीक्षण यदि आप बिनेट से अब तक देखते हैं बिनेट सिमोंस के पास शुरू में परीक्षण था अब तक बुद्धि को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण उपलब्ध हैं सभी परीक्षण आप पाते हैं कि वे विश्लेषणात्मक क्षमता या समस्याओं को हल करने के तार्किक तरीके को माप रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रचनात्मकता एक अलग सोच है यह प्रकृति में सहज है यह प्रतिक्रिया में असामान्य है असामान्य समाधान है इसलिए जब बुद्धि और रचनात्मकता संबंधित हैं तो यह पाया गया कि बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध 120 के आईक्यू तक अच्छा है लेकिन जब बुद्धिमान भागफल 120 से अधिक होता है तो रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध गायब हो जाता है इस खोज से ये निष्कर्ष क्या सुझाव देते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्धिमान लोग रचनात्मक हैं लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान लोग जरूरी रचनात्मक नहीं हैं इसलिए इस रचनात्मकता को रचनात्मक लोगों ने दिखाया है और उनके पास निश्चित रूप से विभिन्न विशेषताएं हैं जैसा कि आपने पहले की स्लाइड्स को देखा है और मुझसे सुना है जाहिर है रचनात्मक लोग विवेकी विचारक हैं वे विभिन्न तरीकों के बारे में सोच सकते हैं कि अखबार को बच्चे द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चा अखबार का उपयोग बाहर पतंग बनाने के लिए कर सकता है जीभ क्लीनर का उपयोग बच्चे द्वारा किया जा सकता है इसका उपयोग जीभ की सफाई के लिए किया जाता है लकीन बच्चे जीभ क्लीनर की मदद से एक सी लिख सकते हैं वह जीभ क्लीनर के 2 तरफ को मिलाकर O बना सकता है इतना कहकर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बच्चा हमसे ज्यादा रचनात्मक है इसका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से असामान्य तरीके से वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है वह रचनात्मकता को दर्शाता है रचनात्मक लोगों में अलग अलग विचारक होते हैं जो किसी विशेष समस्या के लिए कई संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं उनमें संज्ञानात्मक जटिलता है वे कल्पना को आतंकित करते हैं विस्तृत जटिल और जटिल उत्तेजनावादी सोच के लिए प्राथमिकता रखते हैं वे इस तरह का प्रश्न सोच सकते हैं क्या आप ऐसी कार बना सकते हैं जो हमें पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर ले जा सके और ये वे लोग हैं जो सामान्य व्यक्तियों से अलग हैं वे दार्शनिक हैं वे रहस्यवादी हैं और वे जादूगर हैं और सामान्य लोगों की धारणा यह है कि रचनात्मक लोग सक्षम आत्मविश्वास चतुर बुद्धिमान अहंकारी विनोदी अनौपचारिक व्यक्तिपरक व्यावहारिक चिंतनशील साधन संपन्न और कमोतेजक सेक्सी होते हैं ये पश्चिमी देशों के निष्कर्ष हैं उनके व्यापक हित हैं वे स्वतंत्र और रुचि रखते हैं वे अमूर्त समस्याओं में रुचि रखते हैं और साथ ही वे अस्पष्टता और अनिश्चितता के लिए उच्च सहिष्णुता रखते हैं जब 5 बड़े व्यक्तित्वों के रचनात्मक लोगों की जांच की गई तो यह पाया गया कि खुलेपन का अनुभव करने के लिए जो कि बड़े 5 ट्रेडों की विशेषता में से एक है जो रचनात्मकता के साथ एक बहुत ही उच्च संबंध है जो यह सुझाव देता है कि व्यापार जो जिज्ञासा लचीलापन कल्पनाशीलता को मापता है परिवर्तन के लिए खुलापन और अपरंपरागत विचारों का रचनात्मकता के साथ अत्यधिक संबंध है और रचनात्मक लोग वास्तविकता के साथ संपर्क खो सकते हैं क्योंकि वे अमूर्त समस्याओं में अधिक रुचि रखते हैं वे अपरंपरागत प्रकार के लोग हैं और वे पागलपन के अधिक समान हैं और उनकी रुचि की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास असाधारण मानसिक और शारीरिक ऊर्जा है असफलताओं के बाद कायम रखने के लिए अन्वेषकों के पास एक आदत है आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने अपने प्रकाश बल्ब फिलामेंट के लिए अनगिनत पदार्थों की कोशिश की और वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं कार्य की चुनौती उनके लिए पैसे या बैठक की समय सीमा या एक सुरक्षित नौकरी से अधिक प्रेरित होती है इन रचनात्मक व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि वे इन रचनात्मक व्यक्तियों या ऐसे व्यक्ति है जो रचनात्मक होना चाहते हैं रचनात्मक सोच पाठ चरणों के अनुक्रम के माध्यम से खेलते हैं चरण स्पष्ट रूप से काटे नहीं जाते हैं वे अतिव्यापी हो सकते हैं लेकिन समझने के लिए उन्हें 4 चरणों में विघटित किया जा सकता है पहला कदम तैयारी है सारी शिक्षा रचनात्मकता की तैयारी है आइंस्टीन ने सापेक्षता और उष्मागतिकी के सिद्धांतों की खोज नहीं की होती आगर उन्होंने पहले उन्नत भौतिकी और गणित नहीं सीखा होता इसी तरह एक व्यक्ति इंजीनियरिंग की डिग्री के बिना इंजीनियरिंग समस्या को हल नहीं कर सकता है इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते एक मेडिकल समस्या को मेडिकल डिग्री के बिना हल नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह शिक्षा बुनियादी ग्राउंडिंग में देती है जिसके आधार पर वह रचनात्मक कार्य कर सकता है वह अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में रचनात्मक काम कर सकता है और जब आप क्रिएटिविटी शुरू करते हैं तो इसमें से बहुत कुछ ट्रायल और एरर टाइप्स का होता है यह वैसा ही है जब आप एक टर्म पेपर लिख रहे होते हैं आप टर्म पेपर लिखते हैं इसे फाड़ देते हैं फिर आप इसे लिखते हैं फिर से आप इसे फाड़ते हैं और आप इसे फिर से और फिर से तब तक करते हैं जब तक कि आप एक अंतिम चरण में नहीं पहुंच जाते जहां आप कहते हैं कि यह टर्म पेपर है जो आपने उत्पादित प्रोड्यूस किया है और इस तैयारी के बाद जब आपके पास विचार हैं तो विचारों के बैंकिंग या मस्तिष्क में विचारों की बुकिंग से हम समस्या के बारे में सोचते हैं इसे ऊष्मायन कहा जाता है और यह वह अवस्था होती है जहाँ पर ओवरट गतिविधि का अभाव होता है लेकिन एक बार जब आप विचार डालते हैं या अपने मस्तिष्क में विचारों को बुक करते हैं तो समस्या को अनजाने में ही हल कर लिया जाता है और यह वह चरण है जहां लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं साहित्य लिख सकते हैं खेल में संलग्न हो सकते हैं मेरी बना सकते हैं या सो सकते हैं विभिन्न विचारों के बीच एसोसिएशन की गतिविधियों की निरंतरता या निरंतरता एक बार यह दृढ़ता के रूप में संदर्भित होती है यह उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थिर प्रयास है और ऊष्मायन एक ऐसा चरण है कि लोग विचारों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं कुछ लोग उस विचारों से बाहर नहीं निकलते हैं और लोग होते हैं कि वे विचारों के साथ जारी रहते हैं कि कुछ समय बाद वे उस समस्या को भूल जाते हैं जो उन्होंने सोचा था और ऊष्मायन के बाद एक चरण होता है जिसे रोशनी कहा जाता है यह अचानक फ़्लैश या अंतर्दृष्टि रचनात्मक विचारों का चरण है जो अचानक सपने के चरण में हो सकता है या जब आप स्नान कर रहे हों या बागवानी में लगे हों या जब आप अपने हो दोस्तों के साथ बात कर रहे हों बाउंसी का आर्किमिडीज नियम मे बाउंसी का विचार उसे तब आया जब वह गमले में नहा रहा था और उसके प्रवेश करते ही जैसे जैसे वह गमले पर बैठा तब पानी का स्तर बढ़ रहा है और वह उसे बाउंसी के कानून के बारे में विचार दिया उसे समाधान यूरेका मिला और वह नग्न हो कर गली में भागा और घोषित किया कि उसने उछाल वाले कानून की खोज की है इसी तरह आप पा सकते हैं कि केकुले ने बेंजीन के आकार के बारे में विचार दिया है जो C 6 H 6 के लिए खड़ा है जैसे कि उसने सपने में देखा एक साँप अपनी ही पूंछ खा रहा है और वह उसे बेंजीन के आकार के बारे में विचार दिया और एक बार जब यह रोशनी आती है तो एक बार जब आप विचारों को प्राप्त करते हैं तो आपको विचारों को सत्यापित करना होगा क्या विचारों का परीक्षण किया जा सकता है क्या यह व्यावहारिक है और यह समाज के लिए उपयोगी है इसी तरह हम जो सवाल पूछते हैं और हम विचारों का मूल्यांकन करते हैं और परीक्षण करते हैं और फिर हम अंत में तय करते हैं कि यह वह विचार है जो एक नया नवाचार ला सकता है या यह एक नया रचनात्मक विचार है एक बात याद रखें कि हर किसी का दायाँ दिमाग होता है इसलिए तार्किक रूप से हर किसी के पास दायाँ मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क है दायाँ मस्तिष्क रचनात्मकता के लिए जवाबदेह है इसलिए तार्किक रूप से हर कोई उचित प्रशिक्षण उत्साह और समुदाय और संगठनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन के साथ रचनात्मक हो सकता है यदि विचार है तो प्रयोगशाला में विचारों का परीक्षण करने के लिए व्यक्तियों की ओर से सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है यदि विचार मशीनों से संबंधित है तो मशीन समय की आवश्यकता है इसलिए जब तक यह अधिरचना होती है तब तक प्रशिक्षण समुदाय और संगठनात्मक प्रोत्साहन और समर्थन का विचार रचनात्मक उद्यम के लिए तय नहीं किया जाएगा